हम लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म की कुछ उपयोगी प्रयोगो के बारे में चर्चा करेगे विशेष रूप से द्रव्य यांत्रिकी की समस्याए अनुप्रयुक्त विज्ञान तथा अभियांत्रिकी समस्याओ में तथा मैं इन समस्याओ को हल करने के लिए कुछ उपयोगी प्रगुणों का प्रयोग करुगा जो हमने निगमीत या सत्यापित किया हैं विशेष रूप से टौबेरियन प्रमेय तथा हेवीसाइड विस्तार परिणाम तो चलिए शुरुआत में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ तो यह परिमित माध्यम में विसरण हैं तो प्रश्ननुसार हमे 1 D हल करना हैं तो 1 D विसरण समीकरना को परिमित माध्यम में हल करना हैं

तो हल करने का तरीका एक चर माना की t के सापेक्ष लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रयोग करना होगा तो t का मान धनात्मक है जो 0 से अनंत तक जाता है तो स्वभाविक है कि t के सापेक्ष लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रयोग करे तो इसका प्रयोग करने पर मुझे निम्न परिवर्तित द्वितीय अवकल प्राप्त होता है यह ODE निकालने के लिए मेने पहले ही प्रारम्भिक प्रतिबंध का प्रयोग किया हैं अब दूसरी सीमा प्रतिबंध से निम्न प्राप्त होता हैं

अब इन दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करने के बाद ODE हो जाती हैं तो z के a होने पर यह अभिव्यक्ति इस अभिव्यक्ति में बदल जाती है तो आगे बढ़ कर प्रतिलोम लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रयोग करने से पूर्व चलिए प्रक्रिया को थोड़ा रोकते हैं

तो तब मैं इस अभिव्यक्ति को आगे बढ़ता जाऊंगा तो अभिव्यक्ति तो मैं द्विपद प्रसार का प्रयोग कर को खोलूगा जब मैं द्विपद प्रसार कप्रयोग करता हूँ तो मुझे यह श्रेणी प्रसार मिलता हैं तो अब मुझे मिलता है कि अब मुझे इस अभिव्यक्ति का प्रतिलोम ज्ञात करना हैं तो तथा ध्यान दीजिए कि यह मेरा चारघातांक है तो यदि हम याद करे कि हमारे पास एक परिणाम था

तो यदि मुझे इस परिणाम को प्रयोग में लेना हैं तो ध्यान दीजिए कि यह एक श्रेणी हैं यह ट्रान्स्फ़ोर्म उन एर्र फलन तथा पूरक एर्र फलन के प्रतिलोम ट्रान्स्फ़ोर्म्स हैं तो जब मैं प्रतिलोम ट्रान्स्फ़ोर्म करता हूँ तो मुझे निम्न मिलता हैं तो यह इस समस्या का हल पूरा करता है तथा हम इस समस्या को जल्दी से देख लेते है आप जानते है कि पूरक एर्र फलन बहुत जल्दी खत्म हो जाता हैं शुरुआत कि ही n के कुछ पदो में जब तक की हम इस फलन को अंश मे न देखे इस एर्र फलन का मान अत्यधिक हो तो हम देखते है कि ज़्यादातर समय इस पूरक एर्र फलन का मान अचर होता हैं तो अगली समस्या जो मे दिखाना चाहता हूँ वह असमरूपी PDEs स्थिति में प्रयोगिक मान कि हैं तो इस तरह कि PDE को लेते है तो मैं एक PDE को हल करुगा जहां अवकलज मिश्रित प्रकार का हैं तो मेरे रुचि का चार u है तथा u का x तथा t के सापेक्ष अवकलन करना हैं तो x तथा t मेरे स्वतंत्र चर है तो प्राथमिक प्रतिबंध है ux 0 x तथा सीमा प्रतिबंध u0 t 0 चलिए t के सापेक्ष लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रयोग कर पुनः हल ज्ञात करेगे ध्यान दे कि t लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म के लिए चर होने के सभी मनको पर खरा उतरता हैं तो तब जब हम प्रथम पद मानिए की यह हमारा प्रतिरूप है प्रथम पद निम्न प्रकार बदलता है

तो हम जानते है ux 1 इस प्रारम्भिक प्रतिबंध के कारण यदि में अवकलन करू तो इसका मान 1 हपोगा तो तब इस समीकरण का लाप्लास निम्न होगा समाकल करने पर जैसे u0 t0 तो u0 s0 तो ओर यह इस PDE का हल है चलिए एक ओर स्थिति को देखते है असमरूपि तरंग समीकरण की स्थिति तो हमारे ध्यान देने वाला समीकरण यह है मैं निम्न प्रारम्भिक तथा सीमा प्रतिबंध देता हूँ ux 0 utx 0 0 u0 t ua t 0 0 x a t 0 मैं लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म लगाऊँगा t के सापेक्ष तो जब में ऐसा करुगा तो मेरे पास निम्न अभिव्यक्ति होगी तो यदि मुझे इसे हल करना हैं तो यह द्वातीय क्रम की असमरूपि ODE हैं तो इसके दो हल होगे विशेष रूप से इसके समरूपी तथा इसका एक विशेष हल होगा

चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समाकल रूप की समीकरण के उदाहरण में लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रयोग करेगे तो हम देखेगे की जिस तरह की समीकरणों को हम हल करना चाहते है वह इस रूप की हैं तो इस प्रकार की समस्याएँ गणितीय जंतुशास्त्र मे अकसर आती रहती हैं विषेशरूप से हम देखेगे की आप जानते हैं की प्रयोगिक समस्याओ में या आप जानते हैं कि रक्त प्रवाह निरूपण में इस प्रकार कि समाकल समीकरणे अकसर आती हैं तथा हम यह भी देखेगे कि इसके हल में आने वाला फलां भी बहुत जानापहचाना केर्नेल फलां हैं तो वो इस लाप्लास समीकरण के हल कि तरफ लोटते हुए हम देखते हैं तो इनकी गणितीयजन्तु विज्ञान में बहुत से उपयोग हैं तो चलिए एक स्थिति देखते हैं तो यदि हम इसे प्रयोग करना चाहते हैं तो माना कि यह हमारा उदाहरण है माना कि उदाहरण तारा

तो यदि हमे उदाहरण तारा पर लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रयोग करना है तो हमे निम्न परिवर्तित समीकरण मिलते है तथा a 0 b t तो A कोंवोलुशन प्रकार का है तो तो यह कोंवोलुशन प्रकार कि है तो यदि हम समाकल की सीमाएं बदल दे तथा केर्नेल को बदल दे तो हम देखते है कि समाकल ओर कुछ नहीं बल्कि दो फलनों का कोंवोलुशन हैं तो इस स्थिति में हमारा समीकरण चलिये मानते है यह हमारी समीकरण B है मेरी B निम्न में परिवर्तित होती है जहां G जो s का फलन जो कि g जो कि t का फलन है का लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म हैं या मुझे मिलता है F जो s का फलन है H जो s का फलन है भागित 1 घटा लेम्डा गुना G जो s का फलन है F जो s का फलन है के सारे गुणांकों को एक ओर लेने पर तथा तब हम इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं इस समस्या का हल ज्ञात करने के लिए तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं